नमस्कार दोस्तों हम पाठ्यक्रम के क्या प्रस्तुत करना है और कैसे के दूसरे भाग में जाते हैं और इस बार हम एक निश्चित सीमा तक शरीर की भाषा पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं हालाँकि हम इससे और अधिक विस्तृत तरीके से निपटेंगे अब आपको दिलचस्प रूप से शरीर और उसकी भाषाओं का ध्यान में रखना होगा कुछ ऐसा जो आपके लिए हर समय उपलब्ध है जब तक कि आप एक टेलिफोनिक प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं जिसमें आवाज के माध्यम से संवाद कर रहे हैं इसलिए आप देखते हैं कि आपके पास कई अवसर हो सकते हैं जहां आपसे पूछा जाता है कि आप अपने शरीर की मदद से ही अपनी प्रस्तुति दें और एक अच्छी प्रस्तुति बनाने के लिए आपको अपने शरीर के अभिव्यंजक गुणों के बारे में पता होना चाहिए दूसरी ओर जब हम विसुअल एड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वे अक्सर आपकी उपस्थिति के साथ या बिना जा सकते हैं उदाहरण के लिए मैं जो स्लाइड तैयार कर रहा हूं वह आपके साथ साझा की जा सकती है वे आपके साथ साझा की जा रही हैं और यह कुछ ऐसा है जहां आप पाते हैं कि मैं वहां पर मौजूद नहीं हूं रणनीतिक रूप से बोलते हुए जब आप अपनी स्लाइड के साथ एक प्रस्तुति कर रहे होते हैं तो आपकी स्लाइड को काम अभिव्यक्ति करनी चहिये इस अर्थ में कम संप्रेषणीय होने की आवश्यकता होती है बस बुलेट पॉइंट और चित्र होने चाहिए इसका कारण यह है कि यदि आपकी स्लाइड सामग्री से भरी होगी तो लोग आपकी स्लाइड्स को देखते रहेंगे उन्हें आपकी तरफ देखने का मौका नहीं मिलेगा उन्हें आपको सुनने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी स्लाइड में बहुत सारी जानकारी है स्लाइड पढ़ने में भारी मात्रा में समय लगता है यह सभी के लिए एक अलग रणनीति है इसलिए मैं इस बारे में एक क्षण में बात करूंगा इसलिए आज हम जिस पहली चीज पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं वह प्रस्तुति के संदर्भ में पर है यदि आपको याद हो मेरे पहले के कुछ व्याख्यानों में मैंने आपसे बोलने के कौशल सुनने के कौशल और सभी के संदर्भ में शरीर और उसके महत्व के बारे में बात की थी तो आपको अपने हाव भाव अपनी मुद्रा आँख से संपर्क करें प्रस्तुति के संदर्भ में भी यह निश्चित रूप से समान है इसलिए आज हम बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं विजुअल प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे और स्लाइड और पीपीटी विकसित करने के तरीके पर भी बात करेंगे वास्तव में मेरे पास एक अलग पीपीटी है यदि आप इस सप्ताह के व्याख्यान को देखते हैं तो आपके पास स्लाइड है पूरी तरह से अलग स्लाइड में रखी गई हैं जो रंगों फ़ॉन्ट आकार ग्रंथों से पूरी तरह से संबंधित हैं मैं आपको बस आज की एक झलक दिखाऊंगा लेकिन आप इसे स्वतंत्र रूप से लेने की कोशिश करें और उस विशेष खंड से आने वाले प्रश्नों का जवाब दें और फिर हम पूरी चीजों को संक्षेप में बताएंगे और मैं आपको संदर्भ दिखाऊंगा तो बॉडी लैंग्वेज और हावभाव हम वास्तव में किस बारे में बात कर रहे हैं टिन टिन कॉमिक्स से एक उदाहरण देते हुए आप मुझे बताएं कि ये दोनों लोग आपको क्या बताते हैं आपको लग सकता है कि आपके पास इन दो अलग अलग लोगों के बारे में कहने के लिए विभिन्न प्रकार की चीजें हैं जब हम बॉडी लैंग्वेज सेशन करेंगे तो हमारे पास सर्वेक्षणों की श्रृंखला होगी ताकि आप यह जान सकें कि आप लोगों को कैसे आश्वस्त करते हैं लेकिन यह सब अलग अलग होने वाला है यह सब अगले दो सप्ताह में आएगा लेकिन आज बहुत ही सरल प्रश्न है आइए हम इस छवि को देखें और इस व्यक्ति को देखें जो नेता लगता है नारंगी शर्ट में व्यक्ति या वह व्यक्ति जो बाएं हाथ की तरफ वाला व्यक्ति है या दाहिने हाथ तरफ वाला व्यक्ति है यदि आप बहुत करीब से देखते हैं तो शायद आप में से अधिकांश सहमत होंगे कि यह व्यक्ति नेता लगता है और यह व्यक्ति अनुयायी प्रतीत होता है हाँ ऐसा क्यों है ऐसा क्या है इन इशारों में कि आप इसे संचार करते हैं वे किसी बात पर हंस रहे हैं वह पहली चीज है जो हमारे लिए बहुत स्पष्ट हो जाती है वे एक अच्छी हंसी का आनंद ले रहे हैं एक व्यक्ति अपने पेट को आगे बढ़ाकर हंस रहा है जिसे अक्सर सांस्कृतिक रूप से एक आक्रामक स्टैंड माना जाता है यदि आप बारीकी से देखते हैं तो आप देखेंगे कि उसके हाथ उसकी बेल्ट में टक हैं यह एक आक्रामक पड़ाव है वह डूब रहा है और आप देखते हैं कि इन सभी चीजों और खाली बुलबुले से पता चलता है कि वह बोलने वाला पहला व्यक्ति है यदि आप दूसरे व्यक्ति को देख रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति वह आगे की ओर झुक रहा है वह संवाद करने के लिए अपने पेट पर हाथ रख रहा है कि उसके पेट में हंसी आ रही है पेट हँसी से भरा हुआ है जैसा कि हम इसे कहते हैं और इसलिए वह अपने पेट को पकड़े हुए है लेकिन वह आगे की ओर झुक रहा है दूसरे व्यक्ति के लिए थोड़ी अधीनता की भावना का संचार कर रहा है कम आक्रामकता और आगे की ओर गर्दन जकड़ रहा है जिससे अधिक से अधिक ब्याज दिखाई दे रहा है अब मुद्दा यह है कि यहाँ कुछ और भी शामिल है जो ड्रेस कोड है बायीं ओर का व्यक्ति दायीं ओर के व्यक्ति की तुलना में बेहतर कपड़े पहने हुए प्रतीत होता है अब आप देखते हैं कि ये सभी निर्णय ये सभी आकलन ये सभी अवगुण आप आम तौर पर 5 सेकंड से 10 सेकंड की अवधि के भीतर बनाते हैं और आप एक निष्कर्ष पर आते हैं आप लोगों के बारे में एक आकलन करते हैं अब कल्पना करें कि हमारे जीवन के हर दिन हम अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं हम अलग अलग लोगों को अलग अलग स्थितियों में देख रहे हैं और हम उनके व्यक्तित्व उनके दृष्टिकोण उनके इरादों और उन सभी के बारे में त्वरित आकलन कर रहे हैं गैर मौखिक संचार प्रक्रिया के माध्यम से सीधे उनके साथ संवाद किए बिना भी अब अगर ऐसा है तो जाहिर है प्रस्तुति संदर्भ बॉडी लैंग्वेज आपकी उपस्थिति आपकी ड्रेस कोड ये सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं अब मैं आपके साथ इस तथ्य को साझा करता हूं कि मेरे छात्रों द्वारा मुझसे अक्सर यह सवाल पूछा जाता है वह यह है की आपका मेरे बार में पहला प्रभाव क्या है वे साझा करते हैं और आप पाते हैं कि क्या वे इससे सहमत हैं उन्हें मेरे बारे में बाद में पता चलता है या नहींयह एक अलग मुद्दा है लेकिन इस समय कोई व्यक्ति पहली बार प्रस्तुति दे रहा है और एक दर्शक से जो उसके लिए अनजान है आप पाते हैं कि लोग उस व्यक्ति का मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं बस उसी के आधार पर वह कैसा दिखता है या वह कैसी दिखती है वह कैसे कपड़े पहने है और आप पर ध्यान दें यहां लिंग तत्व भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम ऐसा फिर से प्रस्तुति के संदर्भ में करेंगे मैं शायद एक सर्वेक्षण में डालूंगा अगर यह वहां है तो आप इसे अपनी स्क्रीन के नीचे देखेंगे और वहां आपको पता चलेगा कि प्रस्तुति के संदर्भ में लिंग भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विभिन्न लोगों का आकलन इस आधार पर किया जाता है कि वे अलग अलग तरीकों से पुरुष और महिला हैं या नहीं अब आप देखते हैं कि फ्रांसीसी दार्शनिक रोलांड बार्थेस का सुझाव है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में आप जो कुछ भी करते हैं वह महत्वपूर्ण रूप से संचार करता है यहां तक कि भोजन का संयोजन जो आप एक रेस्तरां में ऑर्डर करते हैं आपके स्वाद आपकी स्थिति और व्यक्तित्व के बारे में एक संदेश भेजता है और जिस तरह से आप एक प्रस्तुति में चलते हैं जिस तरह से आप देखते हैं जिस तरह से आप अपने चश्मे पहनते हैं जिस तरह से आप अपनी शर्ट और पतलून या स्कर्ट और साड़ी पहनते हैं इन सब चीज़ों से लोग आपके बारे में धारणा बनाते हैं न केवल बोलते हुए बल्कि आपके द्वारा धारण किए जाने वाले अशाब्दिक इशारे और आसन वे बहुत विशिष्ट प्रकार की अलग अलग चीजों को संवाद करेंगे इसलिए जब आप प्रस्तुति दे रहे हों तो आपको इन तत्वों के बारे में पता होना चाहिए आइए हम पहला प्रभाव के बारे में त्वरित चर्चा करें मैं आपको बहुत पहले बता रहा था तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए हम बहुत बार अपनी शकल की उपेक्षा करते हैं आप ध्यान दें हमारी शकल एक बयान कर रही है हमारी शर्ट का पहला बटन खुला है या नहीं मैं साफ सुथरा इंसान हूं या नहीं मैंने ध्यान रखा है कि मैंने एक मजबूत परफ्यूम लगाया है मैंने अपने बालों को कैसे बनाया है आप किस तरह की रंगीन साड़ी या कुर्ता पहने हुए हैं ये सारी बातें बयान कर रही हैं इसलिए मैं कैसे चलता हूं मेरे शरीर को कैसे जगाया जाता है मैं आंख से संपर्क कैसे स्थापित करता हूं या क्या मैं आंख से संपर्क स्थापित करता हूं या दर्शकों को देखे बिना अलग अलग चीजों को देखता हूं और दर्शक बहुत सावधानी से एक आकलन कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि दर्शक हमेशा अपने समय का प्रबंधन कर रहे हैं पहला प्रश्न श्रोता पूछ रहा है कि क्या मुझे पूरी बात होने तक बैठनी चाहिए या क्या मुझे पहले जाना चाहिए तो मैं सिर्फ मुस्कुराता हूं और पहले 5 मिनट बैठ जाता हूं क्योंकि किसी ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा है और फिर धीरे धीरे दूर चले जाते हैं या यह आदमी काफी समय से सुनने के लिए काफी दिलचस्प है अब इन चीजों को अक्सर पहले कुछ क्षणों द्वारा तय किया जाता है ठीक है क्या लोग आपकी बात सुनेंगे आपको गंभीरता से लेंगे या नहीं क्या आपको पर्याप्त प्रचार मिलेगा बहुत बार दुर्भाग्य से आपके शरीर की भाषा द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और इसलिए जब आप प्रस्तुति दे रहे हैं तो आपको एक निश्चित सीमा तक तयारी की आवश्यकता है कुछ दिशानिर्देश हैं जो बहुत ही सामान्य हैं हम चेहरे की विशेषताओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम बाद में ऐसा करेंगे अपनी उत्साह की भावना का संचार करें रुचि से देखें आगे झुकें आंख से संपर्क बनाये रखिये अपने चेहरे के साथ साथ अपनी आवाज मुस्कान में रुचि पैदा करें जो भी संभव हो अपने दर्शकों पर मुस्कुराएं क्योंकि यह संपर्क पारस्परिकता स्थापित करने का एक शानदार तरीका है यदि आप अपने दर्शकों को देख मुस्कुरा रहे हैं और आपके दर्शक वापस मुस्कुराते हैं तो क्या होता है पारस्परिकता का परिचय दिया जाता है आप एक बंधन का निर्माण कर रहे हैं और एक बार उस बंधन की स्थापना हो जाती है फिर क्या होता है कि आप अधिक सहज महसूस करते हैं इसलिए जब आप दर्शकों को मुस्कुरा रहे होते हैं और दर्शक वापस मुस्कुराते हैं तो आप खुश महसूस करते हैं आप तनावमुक्त महसूस करते हैं और यह महसूस होता है कि यह एक अच्छी प्रस्तुति होने जा रही है अगर दर्शक अच्छी तरह से नहीं मुस्कुराते हैं तो इसे स्वीकार करें यह एक अलग कहानी है लेकिन कम से कम आपने कोशिश की है छोटे समूह का नेत्र संपर्क व्यक्तिगत रूप से 5 लोग 10 लोग 20 लोग अपनी कक्षा में या प्रस्तुति में होते हैं जब आप समय समय पर बात कर रहे हों तो उनमें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से देखें इसलिए कोई भी उपेक्षित महसूस नहीं करता है लेकिन अगर यह एक बड़ा समूह है और फिर ब्लॉकों में देखें यदि मैं इस बात को स्पष्ट कर सकता हूं कि आप क्या करने जा रहे हैं तो आप पूरी कक्षा या संपूर्ण दर्शकों को क्षेत्रों में विभाजित कर रहे हैं तो आप पाते हैं कि यदि सौ लोग यहाँ बैठे हैं तो उनसे कैसे बात करें तो आप इस दिशा में उदारतापूर्वक देखें इस अंक पर हो सकते हैं तो आप इस दिशा में देखते हैं फिर आप इस दिशा को देखते हैं फिर आप यहाँ आते हैं फिर आप यहाँ आते हैं फिर आप आते हैं यहाँ शायद यहाँ और यहाँ थोड़ा ध्यान दें तो आप देखते हैं कि हम 100 से अधिक लोगों या 200 से अधिक लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर रहे हैं हम किसी विशेष व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से नहीं देख रहे हैं हम कुछ क्षेत्रों को देख रहे हैं लेकिन इस प्रक्रिया में लोगों को लगता है कि वे देखे जा रहे हैं आप उनके साथ संवाद कर रहे हैं आप उनसे संपर्क स्थापित कर रहे हैं और एक प्रस्तुति में यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दर्शकों का ध्यान रखा जाना चाहिए आपके दर्शकों को यह महसूस नहीं करना चाहिए कि आप दर्शकों में रुचि नहीं रखते हैं अगर यह उपेक्षित महसूस करता है तो भी आप में रुचि खो देगा और अन्य चीजें करना शुरू कर देगा हो सकता है कि मोबाइल पर मेल चेक कर रहा हो या गेम खेल रहा हो या जो भी हो पीठ के बल बैठना क्योंकि आप उन्हें अनदेखा कर रहे हैं वे लोगों के समूह भी हैं उन लोगों के समूह जो आपको भी अनदेखा कर रहे हैं आसन आप देखते हैं कि ये कुछ चीजें हैं जो बहुत नियमित हैं वे चीजों पर उत्साह का संचार करते हैं न कि चीजों पर झुकाव के कारण क्योंकि वे समर्थन की आवश्यकता का संकेत दे सकते हैं और जब मैं किसी चीज पर झुकता हूं तो मुझे समर्थन की आवश्यकता होती है लेकिन निश्चित रूप से चीजों पर झुकाव के अन्य तरीके हैं झुकाव हो सकता हैं जो यह कहेंगे कि घमंड और आक्रामकता को इंगित करता है हम भी उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं आप किसी चीज को हल्के से छू सकते हैं आप किसी चीज़ पर अपना हाथ हल्के से रख सकते हैं यह एक अलग बात है लेकिन चीजों पर भारी मत पड़ो चीजों का भारी समर्थन न करें क्योंकि या तो वे अहंकार की भावना या अंतर की भावना का संचार करते हैं उनमें से कोई भी प्रस्तुति के लिए अच्छा नहीं है तनावमुक्त रहने की कोशिश करें बहुत बार मुझे लगता है कि मेरे छात्रों को यह नहीं पता है कि उन्हें कहाँ हाथ लगाना चाहिए क्या वे इसे जेब के अंदर रखेंगे वे इसे पार करेंगे या उन्होंने इसे पीठ के पीछे रख दिया जैसा कि मैंने आपके साथ पहले कहा है और ये चीजें हैं जो प्रस्तुतियों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं अपने शरीर के बारे में भूलने की कोशिश करें क्योंकि एक बार जब आप ऐसा करेंगे तो शरीर सहज हो जाएगा और आप अधिक प्रभावी ढंग से और अधिक आराम से संवाद कर पाएंगे आसन जो नहीं करने चाहिएयह बारबरा अथवा एलन से लिया गया है मैं इसे आपके साथ साझा करूँगा यह सिर्फ एक त्वरित विचार देने के लिए है कि ये आसन हो सकते हैं जिन्हें नकारात्मक माना जा सकता है आसन और चेहरे के भाव जो आप जानते हैं आदमी को यह कम अभिमानी माना जा सकता है क्योंकि लिंग भूमिका निभाता है और महिलाओं को अधिक अभिमानी माना जा सकता है जब आप प्रस्तुति दे रहे हों तो पैरों को पार ना करें क्योंकि यह अभिमान का प्रतीक माना जा सकता है आत्मविश्वास आक्रामकता के रूप में माना जाता है आप उन स्लाइड्स की जांच करें जो मैंने आपके साथ साझा की हैं जिनकी संख्या अन्य छवियों के साथ भी है अभिव्यक्ति अच्छी तरह से टाले जाने पर उलझाते है इस तरह की दुखदाई अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति जो संशय या आत्मविश्वास की कमी या अपनी गरदन को रगड़ना या खुरचना या अपने कमीज़ को फेंटना जो आपका गर्मी या कठिन महसूस होना या तनाव दर्शाता है बहुत बार अपने दर्शकों को इन बातों को जानना नहीं चाहते हैं तो आपको इससे बचने की जरूरत है स्लाइड्स में हमारे पास अन्य छवियों की श्रृंखला भी होगी इसलिए अब जब हमने आपकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात की है तो हमें ऑडियंस की बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी बात करनी होगी क्योंकि ऑडियंस वह है जिससे आप बात कर रहे हैं क्या दर्शकों की दिलचस्पी है क्या दर्शक ऊब रहे हैं क्या दर्शक चारों ओर से घिर रहे हैं अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं शिफ्टिंग के आसपास घूम रहे हैंसमूह के सदस्य वे सहज महसूस नहीं कर रहे हैं या लगता है कि इसका लंबा उबाऊ सत्र वे इससे बाहर जाना चाहते हैं वास्तव में वे क्या कर रहे हैं आपको इसके बारे में बहुत सावधान रहने की जरूरत है बहुत बार कक्षाओं में मुझे याद है कि कक्षाएँ १० या १५ मिनट पहले समाप्त हो जाती हैं क्योंकि मुझे दर्शक बहुत चंचल लगते हैं हो सकता है सबक कठिन हो हो सकता है प्रस्तुति जटिल और कठिन हो और उन्हें एक ब्रेक की जरूरत हो सकती है जिस स्थिति में मैं उन्हें एक विराम देता हूं और वे वापस आ जाते हैं और फिर हमारे पास एक बेहतर सत्र होता है ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको समझना होगा और आप अपनी प्रस्तुति को छोटा या लंबा कर सकते हैं यह दर्शकों के व्यवहार की प्रकृति पर निर्भर करता है और यह बहुत हद तक उनके शरीर की भाषा मुद्राओं इशारों और आंखों के संपर्क से मूल्यांकन किया जाता है शुरू में वे इसे गुप्त रूप से करेंगे लेकिन एक अंक के बाद वे आपको यह बताना चाहेंगे कि वे वास्तव में ऊब रहे हैं और वे सार्वजनिक रूप से जम्हाई लेंगे अब ये संकेत हैं घड़ियों को देखते हुए उन सभी प्रकार की चीज़ों के बारे में जिन्हें आपको बहुत जागरूक होना चाहिए और मॉनिटर करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि आपका आवश्यक ध्यान अपने दर्शकों के साथ बड़ा या छोटा संवाद करना है इसलिए दर्शकों की प्रतिक्रियाएँ मैंने आपको यहाँ फिर से बताई हैं मैं एलन और बारबरा पीज़ से कुछ छवियों ले रहा हूं लेकिन बाद में स्लाइड्स में अन्य छवियों की विविधता भी मिल जाएगी तो यह शायद एक सट्टा पूछताछ आप के लिए महत्वपूर्ण नहीं है ऊब हो सकता है बोरियत चौकस रुचि के संकेत पर बताएं लेकिन एक निर्णय लेने आप को देखते हुए अब आप देखते हैं कि ये उन चीज़ों का समूह हैं जिन्हें आपको दर्शकों को देखते समय उससे बचने की ज़रूरत है अगर ये चीज़ें हैं तो आप जानते हैं कि श्रोता नहीं सुन रहे हैं जैसे की खाली घूरना आँखें गिराना सुस्ती महसूस होना कोई पलक न झपकना आँख झपकना हाथों में सिर थोड़ा आँखों का संपर्क टांगों को पार करना डूडलिंग कुछ दोहरावदार दोहन करना अपने मोबाइलों को बाहर निकालना उनकी घड़ियों को देखना यह लक्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला है जो आपको श्रोताओं की स्थिति से अवगत कराता है और आपको इन संकेतों से अवगत होने की आवश्यकता है जिसका अर्थ है कि आपको अपनी प्रस्तुति की रणनीति को रोकना या बदलना होगा इसे दिलचस्प बनाएं एक कहानी बताएं सवाल पूछें यह दर्शकों को शामिल करने का एक बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि अब वे जानते हैं कि उन्हें बोलना है और जब तक उन्होंने नहीं सुना है उनके लिए बोलना बहुत मुश्किल होगा तो वहाँ हो सकता है जैसा कि मैंने आपको बताया है चीजों की एक विस्तृत श्रृंखला लेकिन हम यहाँ पर एक विराम लेते हैं और हम कुछ और करते हैं जो दृश्य प्रतिनिधित्व या प्रस्तुति है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था इस विशेष सत्र की शुरुआत में दृश्य प्रस्तुति या तो आपकी प्रस्तुति के अनुरूप हो सकती है उदाहरण के लिए मेरी प्रस्तुति के साथ मेरी दृश्य प्रस्तुतियाँ संगत हैं वे बहुत कम हैं और यदि कोई उन 10 या 20 स्लाइडों को देखता है तो उसे इस बारे में बहुत कम जानकारी होती है कि पूरा विषय क्या है लेकिन स्लाइड्स में विषय का प्रमुख भाग गायब है क्योंकि स्लाइड एक मेमोरी है यदि आप बात सुनते हैं और फिर आप स्लाइड को वापस देखते हैं तो आप इसे याद रखेंगे लेकिन अगर आप शुरुआत में स्लाइड्स पर जा रहे हैं तो स्लाइड्स आपको ज्यादा नहीं बताती हैं है ना इसलिए यही वह स्थिति है जिसके अनुसार आप अपनी प्रस्तुति को रणनीतिक रूप से विकसित करते हैं लेकिन दूसरा मामला यह है जहां आपकी उपस्थिति हो सकती है या नहीं हो सकती है जहां आपकी स्लाइड्स को बहुत प्रभावी ढंग से संवाद करना है और वहां प्रस्तुतियों को विस्तृत करना है और आपका मन करता है इन प्रस्तुतियों को पढ़ना है कोई व्यक्ति आपके लिए इन प्रस्तुतियों को पढ़ रहा है या आप इसे स्वयं पढ़ रहे हैं स्पीकर की अनुपस्थिति में और वक्ता आपको उसकी आवाज़ और सामग्री के अन्य घटकों के साथ विचलित नहीं कर रहा है इसलिए यदि ऐसा है तो आप चीजों को एक अलग तरीके से पेश करेंगे इसलिए हम बुनियादी तत्वों लेआउट रंगों छवियों क्लिप और ध्वनियों एनीमेशन पाठ और अन्य घटकों के बारे में बात करेंगे इसलिए हम जिस बारे में बात कर रहे हैं मैं यहां पर बहुत जल्दी से संपर्क करूंगा क्योंकि जब हम दृश्य पहलुओं पर काम करेंगे तो हम कुछ विचारों पर फिर से विचार करेंगे हालांकि मुझे इस अवधारणा पर बहुत तेज़ी से विस्तार करना चाहिए लेआउट क्या है लेआउट वह है जो आप स्क्रीन के ठीक सामने देखते हैं आप देखते हैं कि मूल तत्व शीर्षक को बोल्ड में लिखा गया है यह केंद्र में है विभिन्न बुलेट पॉइंट बाएं हाथ की तरफ फ्लेस्ट एलायड लेफ्ट हैं तो यह एक लेआउट है यदि मुझे चित्र बनाना है तो मैं हमेशा उन्हें सही शीर्ष पर रख सकता हूं या जैसा कि आप मेरी छवि को पहचान सकते हैं आप सही शीर्ष पर देख सकते हैं अब यह मूल लेआउट है इन लेआउट में हेरफेर किया जा सकता है लेकिन अगर मैं हमें कहना है चीजों को एक अलग तरीके से करते हैं हमें कहते हैं कि अभिविन्यास बदल दें आप स्क्रीन के बायीं ओर मेरे चेहरे को देख सकते हैं और आप ग्रंथों को स्क्रीन के दाहिने हाथ की ओर से जोड़कर देख सकते हैं हो सकता है कि यह आरामदायक न हो तो कुछ चीजें आरामदायक हैं कुछ खास चीजें नहीं हैं आपको इसका परीक्षण करना होगा और स्लाइड जैसा कि मैंने आपको बताया था जो मैं अंत में जल्दी से दिखाता हूं और साझा करता हूं आपको इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से बताता है मैं कहूंगा रंग बहुत गहरा क्षेत्र है और रंग एक ऐसी चीज है जिसे मैंने फिर से स्लाइड में विस्तार से साझा किया है लेकिन ऐसे रंग हैं जो मेल खाते हैं जो एक साथ चलते हैं ऐसे रंग हैं जो नहीं तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है कुछ बुनियादी दिशानिर्देश बहुत सारे रंगों का उपयोग नहीं करते हैं छवियां कैसे प्रस्तुत करें यह एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है उन्हें कहाँ प्रस्तुत करना है कहाँ रखना है ताकि वे या तो विचलित न हों या बहुत हावी हो जाएं क्लिप और ध्वनि यदि आप चाहें तो आपके पास क्लिप हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर मामलों में क्लिप और आवाज़ ध्यान भंग करते हैं जब तक वे पूरी तरह से आवश्यक नहीं होते हैं आप उनका उपयोग नहीं करें क्योंकि वे प्रस्तुति के स्वभाव के खिलाफ जाते हैं यदि आप अपनी प्रस्तुति के भीतर एक ऑडियो विजुअल लगा रहे हैं तो यह एक अलग बात है आप एक फिल्म या एक कार्टून या एक एनीमेशन या जो कुछ भी दिखा कर स्पष्ट करना चाहते हैं वह एक अलग चीज है लेकिन आम तौर पर क्लिप अन्य प्रकार की चीजें ऑडियो क्लिप विचलित हो सकती हैं और प्रस्तुतियों में टाला जा सकता है एनीमेशन विचलित करने वाला हो सकता है हम बस जल्दी से उस पर और ग्रंथों को स्पर्श करेंगे फ़ॉन्ट का आकार किस तरह का किसी प्रेजेंटेशन के भीतर आपको कितने विभिन्न प्रकार के फोंट का उपयोग करना चाहिए इन्हें बहुत सावधानी से व्यक्त किया जाना चाहिए उदाहरण के लिए मेरे मामले में आप पाते हैं कि यद्यपि मेरे विशेषज्ञता के सह क्षेत्रों में से एक दृश्य सौंदर्य दृश्य संचार दृश्य कला है मैं अपनी प्रस्तुति को बहुत सरल बनाता हूं एक ही सरल कारण के लिए हो सकता है क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास बहुत जटिल प्रभाव हो सकते हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहता इसलिए मैं इसे यथासंभव सरल यथासंभव मानक रखता हूं उदाहरण के लिए इन प्रस्तुतियों में मैं शीर्षक ग्रंथों के लिए उपयोग कर रहा हूं 36 बोल्ड का फ़ॉन्ट आकार और मेरे अधिकांश उप ग्रंथों के लिए जो 28 और 24 के बीच मोटे तौर पर किसी भी चीज के फ़ॉन्ट आकार का उपयोग करके स्लाइड है और यदि छोटे ग्रंथ हैं पूरी तरह से आवश्यक है उनमें से कोई भी 18 से नीचे नहीं जाता है और वे वास्तव में विस्तृत तरीके से पढ़ने के लिए नहीं हैं मैं करने वाला नहीं हूँ मैं उन ग्रंथों के साथ आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं तो यह वह सीमा है जिसके भीतर मैं रहता हूं लेकिन हम कहें कि हम ऐसे लोगों के लिए एक प्रस्तुति दे रहे हैं जो आपकी बात नहीं सुनेंगे लेकिन आपकी स्लाइड्स को देखने से हो सकता है कि आपके फॉन्ट छोटे हो सकते हैं आपकी प्रस्तुति के भीतर बहुत अधिक मात्रा में पाठ हो सकते हैं इसलिए एक मूल डिजाइन मानकीकरण और नवाचार तत्वों को रखें नियोजन ग्रंथ और चित्र ऐसी चीजें हैं जिनके लिए मैं आपको कुछ सामग्री दूंगा जैसा कि मैंने पहले ही वादा किया है और आप इसे देख सकते हैं मैंने आपको केवल उस लेआउट के बारे में मूल बातें बताई हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर्स में बहुत ज्यादा मात्रा में कंट्रास्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि तब यह आंख पर जोर डालता है मैंने उन स्लाइडों में सचित्र बताया जो मैं साझा करता हूं विभिन्न तरीकों से कार्य के प्राथमिक और द्वितीयक रंग आम तौर पर प्राथमिक रंगों से बचने के लिए होते हैं प्राथमिक रंग लाल नीला और पीला है द्वितीयक रंग संयोजन होते हैं जैसे हरा विभिन्न रंगों के हरे नारंगी भूरे और अन्य रंगों की संख्या हो सकती है वे कम उज्ज्वल हैं कम मातहत हैं वे आपको इतना परेशान नहीं करते इसलिए बहुत सावधानी से प्राइमरी का उपयोग करें और हम में से अधिकांश माध्यमिक के हल्के पतला सेट पसंद करते हैं फिर से स्लाइड में विस्तृत चर्चा की गई है क्योंकि रंग भावनाओं से जुड़े होते हैं जैसा कि हम दृश्य संचार पर बात करेंगे रंगों का विशिष्ट संबंध है मैंने पहले ही पहले सत्र में स्पष्ट कर दिया है और रंग संस्कृति से जुड़े हुए हैं अब यहाँ एक उदाहरण है जो मैं साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ बाथर्स के नाम से जाने जाने वाले जॉर्ज सेरेट पेंटिंग का एक उदाहरण इस से तुलना करते हैं ज्यादा विस्तार के बिना मुझे कहना होगा कि ये दोनों निश्चित रूप से अलग अलग संदेश देते हैं अर्थ बहुत अलग हैं और इसका कारण है कि उपयोग किए जाने वाले रंगों प्रयुक्त पंक्तियों बनावटों का उपयोग किया जाता है मैं इस बारे में विस्तार से नहीं बता रहा हूं लेकिन इनका एक निश्चित विशिष्ट प्रभाव है टेबल्स और रेखांकन चित्र संबंधित चित्र और ग्रंथ चित्र और प्रतीकवाद और छवियों के साथ संवाद करना ऐसी चीजें हैं जिनसे हम स्लाइड में विस्तृत रूप से निपटेंगे जहां हमने चर्चा की प्रस्तुति में जहां हमने मल्टीमीडिया पर चर्चा की और प्रस्तुति में जहां हम बात करते हैं विशेष रूप से दृश्य संस्कृति और संचार के बारे में क्योंकि वहां आपको पता चल जाएगा कि इन चीजों का उपयोग कैसे किया जाता है कभी नहीं बहुत जल्दी टेबल और रेखांकन उन्हें रंगीन बनाओ लेकिन समझने योग्य चित्र और चित्रण वास्तव में चित्रण होने चाहिए केंद्र चरण लेने के बजाय एक अंक का चित्रण करें जब भी आप बात कर रहे होते हैं आप उन्हें उन छवियों से संबंधित करते हैं जिस तरह से मैंने अभी अभी किया है या पाठ के लिए जो मामले में है तो आपको लगता है कि आप जोर देने नहीं जा रहे हैं या स्लाइड आपकी अनुपस्थिति में कोई व्यक्ति देखने जा रहे हैं चित्र भी विभिन्न चीजों का संचार करता है वे शुरुआत में भी प्रतीकात्मक रूप से और बहुत बार स्लाइड में हो सकते हैं हम कहते हैं कि आप न्याय या कानून पर एक प्रस्तुति बना रहे हैं और आप पाते हैं कि पीपीटी प्रारूप में एमएस पीपीटी में आप पाते हैं कि ऐसी छवियां हैं या आप हमारे बारे में कहने के लिए एक प्रस्तुति बना रहे हैं पर्यावरण और आपकी प्रस्तुति की शुरुआत में आपके पास पर्यावरण के बारे में एक छवि है तो यह प्रतीकात्मक कार्य करता है बहुत बार जहां यह संभव है कई तरीकों से संवाद करना संभव है मैंने पहले ही चर्चा की है और साझा किया है कि जब आप ऐसा करते हैं कि आपकी मेमोरी लिंक मजबूत हो जाती हैं तो एक छवि के माध्यम से एक ही बात संवाद करें अपने पाठ के माध्यम से एक ही चीज़ एक ही चीज़ का संचार करें यहां तक कि उन अंकों के माध्यम से जो आप बना रहे हैं और यह बहुत अधिक दिलचस्प हो जाता है क्लिप्स और ध्वनियाँ जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि कुछ ऐसा है जिसे ज्यादातर मामलों में टाला जाना चाहिए लेकिन जहाँ उनकी आवश्यकता होती है क्लिप और ध्वनियाँ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए अनिवार्य रूप से उपकरण हैं इसलिए जब आप शुरू करते हैं तो यह ध्यान में रखते हुए आपके पास एक विशेष ध्वनि हो सकती है और जब आप रुकेंगे तो आपके पास थोड़ी अलग ध्वनि हो सकती है ध्वनियों को बहुत विशिष्ट न बनाएं इन ध्वनियों को बहुत स्पष्ट न करें ध्वनियों को बहुत विचलित न करें वह सब मैं इस विशेष क्षण में आपके साथ साझा करना चाहूंगा और इंटरैक्टिव ध्वनि वह जगह है जहां आप देखते हैं कि जब आप क्लिक करते हैं तो आपने विशिष्ट ध्वनि बनाई है प्रस्तुतियों में क्लिप्स और ध्वनियाँ से बचें लेकिन यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें उस विशेष बात पर जनता या दर्शकों का ध्यान उस समय आकर्षित करना होगा प्रस्तुतियों में एनिमेशन विचलित करते है और वह बहुत चिड़चिड़े हो सकते है और अव्यवस्था उत्पन्न करते है जब तक आवश्यक नहीं एनिमेशन मत बनाये या एनिमेशन का उपयोग नहीं करे जिससे चीजें बस गायब हो जाती हैं या बाहर हो जाती हैं और सबसे खराब तरह के एनिमेशन जंपिंग बाउंसिंग ऊर्जावान एनिमेशन से बचें जब तक कि वे पूरी तरह से आवश्यक न हों या वे ऐसी प्रस्तुतियां हों जो हमारे लिए होती हैं हम कहते हैं युवा लोग बच्चे जहां हम चीजों को चंचल बनाना चाहते हैं या शायद अपनी प्रस्तुति में सिर्फ एक बार उपयोग करें और फिर कभी नहीं क्योंकि एनिमेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था ध्वनि की तुलना में बहुत अधिक विचलित करने वाला हो सकता है इसलिए फिर से आप देखते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के एनिमेशन के उदाहरण हैं और आप पाते हैं कि वह कुछ मामलों में बहुत परेशान करते हैं इसलिए बुनियादी डूस और डोंट्स मैं पहले ही साझा कर चुका हूं प्रभाव मैंने पहले ही संकेत दिया है आप उन्हें कैसे आदेश देते हैं आपको उसकी देखभाल करने की आवश्यकता है कैसे और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं क्या आप चाहते हैं कि पहले के अंक वहां रहें या गायब हो जाएं जिसका आपको ध्यान रखना है यदि आप चाहते हैं कि यदि आप उसी स्लाइड के भीतर पहले के अंकों को संदर्भित करना चाहते हैं तो उन्हें बनाए रखें यदि आप उन्हें संदर्भित नहीं करना चाहते हैं तो आप उन्हें गायब कर सकते हैं तो आपको इसकी आवश्यकता है आवश्यकता होने पर केवल रणनीतिक रूप से एनीमेशन का उपयोग करने की आवश्यकता है और समय के अन्य सभी अंकों पर नहीं इसलिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डिजाइन के तत्व के रूप में पाठ है जहाँ हम बात कर रहे हैं वहाँ एक टाइपोग्राफिक है आपके पास सीरीफ टेक्स्ट है आपके पास सैन सेरिफ़ पाठ है सेरिफ़ ग्रंथ कुछ इस तरह से हैं और जहां आपके पास लाइनें हैं जैसे कि अगर मैं सी लिख रहा हूं तो मेरे पास लाइनें हैं मेरे पास टी है तो मेरे पास लाइनें हैं और सैन सेरिफ़ है जहां मेरे पास ये लाइनें नहीं हैं अब उनके मन पर विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है चौड़ाई का अनुपात ऊपरी मामले से निचले मामले तक सभी में उनके संबंध और उनके मनोवैज्ञानिक प्रभाव हैं लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था इनमें से कुछ को मैंने अपनी प्रस्तुति के साथ स्लाइड्स पर अपनी प्रस्तुति के बारे में विस्तार से बताया है मैंने पहले ही इसे एक प्रस्तुति के रूप में चर्चा की है और आपको इसे समझने के लिए उस प्रस्तुति से गुजरना होगा इसलिए प्रस्तुतीकरण को जोड़ना प्रस्तुति के एक हिस्से को हाइपर लिंक करना प्रस्तुति के दूसरे भाग में जोड़ना ये कुछ चीजें हैं जहाँ मैं आपके लिए कुछ पुस्तकों की सिफारिश करूंगा और कुछ साइटों के लिए सिफारिश करूंगा आप और आप वहां जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि यह कैसे करना है यदि इस प्रकार की प्रस्तुति के भीतर इसका विवरण देना संभव नहीं है हालाँकि अगर आपको थोड़ा पहले याद है तो मैंने आपको बताया था कि स्लाइड्स को विस्तृत किया जा सकता है और उदाहरण के लिए यह स्लाइड बहुत अधिक विस्तृत है और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण अंक हैं और यह कुछ रिश्तों को दर्शाता है और बहुत बार मेरी उपस्थिति के बिना भी यह विशेष समझ में आता है इस बात के लिए जहाँ कुछ चित्र हैं जो कुछ प्रतीकात्मक कार्य करता है बजाय सीधे संवाद करने के और फिर से आप पाते हैं कि बहुत सारे तत्व हैं और जाहिर है मेरी अनुपस्थिति में वे अंकों को समझाने का कार्य करते हैं या यह एक जो फिर से एक प्रतीकात्मक कार्य करने वाली छवि है जहां डिजाइन घटक हैं चीजों पर विस्तार से काम किया जाता है लेकिन ये स्लाइड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था शायद ब्रोशर या प्रस्तुति के एक हिस्से के रूप में बेहतर काम करता है जहां व्यक्ति नहीं है और स्पीकर की अनुपस्थिति में वे अभी भी एक विशिष्ट तरीके से संबंधित हो सकते हैं और अगर आप इन पर गौर करते हैं तो आप पाते हैं कि डिजाइन घटकों का मेरे द्वारा ध्यान रखा गया है मैंने विभिन्न प्रकार की रचनाओं के साथ खेलने की कोशिश की है ताकि वे सुंदर और सामंजस्यपूर्ण दिखें इसलिए ये अन्य रणनीतियाँ हैं जिनकी चर्चा हम बाद के समय में करेंगे लेकिन यहां हम आपको बताए अनुसार रोकते हैं यदि आप स्लाइड्स को देखते हैं तो एक विशिष्ट संलग्न स्लाइड है जिसे 71 के रूप में जाना जाता है विशेष रूप से इस एक के रूप में जहां एक श्रृंखला के प्रस्तुतियों के माध्यम से PDF दस्तावेज़ के रूप में आप स्लाइड तैयार करने के बारे में जानते हैं दोस्तों हम आज के लिए यहाँ रुकते हैं आपका बहुत धन्यवाद